अब आगे चलते हैं पिछले दो वीडियोज में हमने नोएथेरियन रिंग्स को देखा ये वह रिंग्स हैं जिनमें हर आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड है या अन्य रूप में यहाँ सभी आइडियल्स की असेंडिंग श्रंखला स्थायी हो जाती है हमने नोएथेरियन रिंग्स के बहुत सारे उदाहरण देखे जैसे की एक वेरियेबल की फील्ड पर इंटीजरस पॉलीनोमियल रिंग्स इंटीजरस तथा इंटीजरस पर एक वेरियेबल की पॉलीनोमियल रिंग और हमने कुछ रिंग्स के उदाहरण देखे जो की नोएथेरियन रिंग्स नहीं थी जैसे की एक अनंत वेरियेबल्स का पॉलीनोमियल अथवा फील्ड अथवा R वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर कंटीनुओस फंक्शन्स और हम यह भी देखते हैं की R नोएथेरियन रिंग है तो आइडियल के लिए कोई भी क्वॉशेंट रिंग R मोड़ I नोएथेरियन है अब नोएथेरियन रिंग्स के अध्ययन में महत्वपूर्ण थ्योरम है हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम तो अब यह आपके सामने है यह है की यदि आपके पास एक नोएथेरियन रिंग है तो इस पर एक वेरियेबल में पॉलीनोमियल रिंग भी नोएथेरियन होगी तो चलिए इसको प्रुव करते हैं और इसके इस्तेमाल से हम इंडक्शन का उपयोग कर यह प्रुव कर सकते हैं की नोएथेरियन रिंग्स में परिमित संख्या में वेरियेबल्स पर पॉलीनोमियल रिंग भी नोएथेरियन होती है तो थ्योरम को प्रुव करने के बाद मैं बताउंगी इसे कैसे इस्तेमाल करना है यह हिल्बर्ट बसिस थ्योरम का प्रूफ है तो आज का विडियो हिल्बर्ट बसिस थ्योरम के प्रूफ पर है तो हम नोएथेरियन रिंग्स की असल परिभाषा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं ओर हम प्रदर्शित करेंगे की यदि I R x में एक आइडियल है तब हर आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड होगा तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं की माना I एक आइडियल है तो कोई भी आइडियल है यह तो ध्यान रहे हमारा काम है मैं यहाँ पर लिखती हूँ की हमारा काम है यह प्रदर्शित करना की I फाइनाइटली जनरेटेड है तो इसका अर्थ है हमें I के कुछ एलिमेंट्स का परिमित सेट लेना होगा जो की आइडियल के रूप में इसको जनरेट करे तो हम क्या करेंगे I के सभी एलिमेंट्स में से ध्यान करें I के एलिमेंट्स क्या हैं यह पॉलीनोमियल्स हैं जिनके गुणांक R में एक वेरियेबल x में हैं तो I के एलिमेंट्स मूलतः R X के एलिमेंट्स स्वतः ही X में पॉलीनोमियल हैं जिनके गुणांक R में हैं पॉलीनोमियल रिंग के एलिमेंट्स ऐसे हही दीखते हैं तो गणितीय रूप में ये इस तरह के दिखते हैं जहाँ x सिर्फ एक सिंबल है 0 R का एलिमेंट है और n एक नॉन नेगेटिव इन्टिजर है अतः n 0 1 2 3 और ऐसा ही है ठीक है तो यह R के एलिमेंट्स है तो अब क्यूंकि I आइडियल है इसमें कुछ इस तरह के पॉलीनोमियल्स हैं यदि I 0 है यदि I 0 आइडियल है तो यह अवश्य ही फाइनाइटली जनरेटेड है तो हम यह मान सकते हैं की I 0 आइडियल नहीं है 0 आइडियल अवश्य ही परिमित आइडियल होता है इसमें केवल एक 0 एलिमेंट होता है तो यह अवश्य ही फाइनाइटली जनरेटेड है तो हम यह मान सकते हैं की I 0 नहीं है इसका अर्थ है इसमें अशून्य पोलीनोमियल्स हैं ओर प्रत्येक अशून्य पॉलीनोमियल के लिए डिग्री होती है तो इसकी डिग्री क्या होगी तो हम हमेशा मानते हैं की an नॉन जीरो होगा यदि ऐसा न हो तो हम यह पद लिखेंगे भी नहीं तो इसकी डिग्री n है तो यह पॉलीनोमियल में x की सबसे बड़ी घात है तो यह प्रत्येक नॉन जीरो पॉलीनोमियल के लिए है तो हम I में x में सभी नॉन जीरो पॉलीनोमियल्स की डिग्री देखते हैं तो माना की f1 I में एक पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री सबसे कम है तो f1 को I में एक नॉन जीरो पॉलीनोमियल लेते हें जिसकी डिग्री सभी एलिमेंट्स में सबसे कम है अवश्य ही I के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स में तो आप नॉन जीरो एलिमेंट्स की अलग से बात करने से बचने के लिए 0 को 0 डिग्री का पॉलीनोमियल लेते हैं तो मैं सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स में से सबसे छोटी डिग्री का पॉलीनोमियल लेना चाहती हूँ तो मैं 0 एलिमेंट को हटा देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ तो f I में अवश्य ही अनंत एलिमेंट्स हैं तो हम I के हर नॉन जीरो एलिमेंट की डिग्री देखते हैं तो ये सभी नॉन नेगेटिव इन्टिजरस हैं 0 भी हो सकता है उदहारण के तौर पर यदि I में एक नॉन जीरो कांस्टेंट है यह डिग्री जीरो का होगा तो यह जीरो होगा किन्तु नॉन नेगटिव इन्टिजरस भी हैं तो इस सभी नॉन नेगटिव इन्टिजरस के बीच 1 होगा जिसकी सबसे छोटी होगी नॉन नेगेटिव इन्टिजरस में यह प्रॉपर्टी होती है की नॉन नेगटिव इन्टिजरस के किसी भी सेट का एक लीस्ट एलिमेंट होता है तो हम ये देखते हैं की यह 3 हो सकता है हो सकता है 3 ही I में पॉलीनोमिल्स की लीस्ट डिग्री हो हालाँकि I में 3 डिग्री के बहुत से पॉलीनोमियल्स होंगे किन्तु मैं इनमें से बस एक लेने वाली हूँ अतः f1 यूनिक तो नहीं होगा लेकिन ऐसा एक पॉलीनोमियल अवश्य होगा तो इसका अर्थ है मैं यह आपको शब्दशः बताउंगी क्यूंकि यह जरुरी तथ्य है f1 को चुनने के लिए जरुरी प्रॉपर्टी तो इसका अर्थ है की यदि f कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो f की डिग्री f1 की डिग्री से बड़ी या बराबर होगी क्यूंकि f1 की डिग्री के बराबर डिग्री हो सकती है वह अनुमत है परन्तु यदि f1 की डिग्री से छोटी होती है तो f1 की डिग्री सबसे छोटी नहीं हो सकती क्यूंकि यदि यह f1 की डिग्री से छोटी होती है तो f1 I में सबसे छोटी डिग्री वाला नहीं हो सकता यह छोड़ी डिग्री वाला होना चाहिए तो हम वह सबसे छोटा लेंगे तो यदि f I में है ओर नॉन जीरो है तो इसकी डिग्री कम से कम f1 के बराबर होगी तो अब हमने पहला एलिमेंट चूज कर लिया है तो पिछले विडियो में किये प्रूफ के समान जहाँ हम यह प्रूव कर रहे थे की नोएथेरियन S में असेंडिंग चैन की कंडीशन लगती है हम इनफिनिट चैन बनाने जा रहे हैं I के एलिमेंट्स का सीक्वेंस ओर इसमें हमारा f1 पहला एलिमेंट होगा अब I के f1 द्वारा जनरेटेड आइडियल लें अवश्य ही यह I में कन्टेन्ड है यह साफ़ है की f1 द्वारा जनरेटेड आइडियल I में होगा क्यूंकि ध्यान रहे f1 में था तो यहाँ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी की f1 I में है f1 द्वारा जनरेटेड आइडियल I में है यदि यह वास्तव में I के बराबर है तो हमारा काम यहाँ हो गया क्यूंकि हम यही प्रदर्शित करना चाहते हैं की I फाइनाइटली जनरेटेड है यदि f वास्तव में f1 द्वारा जनरेटेड है यह एक एलिमेंट द्वारा जनरेटेड है जो की हम चाहते हैं की जनेरेटर्स का एक परिमित सेट हो तो यदि f I है तो हमारा काम हो गया यदि नहीं अर्थात यदि f1 द्वारा जनरेटेड आइडियल I नहीं है यह अवश्य बड़ा होगा इसका अर्थ है इसे कहना का दूसरा तरीका यह होगा की सेट I माइनस f1 करें तो यह खाली नहीं होगा I में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो की f1 द्वारा जनरेटेड आइडियल में नहीं हो अब f2 को बिलकुल पिछली बार की ही तरह चुनें जैसे हमने f1 को चुना था f1 I के सभी एलिमेंट्स में लीस्ट डिग्री पॉलीनोमियल था अब यह पुरे I के एलिमेंट्स पर यह नहीं देखेंगे बल्कि f2 I माइनस f1 में लीस्ट डिग्री का पॉलीनोमियल होगा तो इसका अर्थ है की तो इसका अर्थ है की I माइनस f1 के सभी एलिमेंट्स में से f2 की डिग्री सबसे कम है अब हम आगे बढाते हैं यदि f1 f2 I के बराबर है तो हमने फिरसे यह कर लिया अर्थात हमने फिरसे यह प्रदर्शित कर दिया की I इन दोनों एलिमेंट्स द्वारा फाइनाइटली जनरेटेड है अन्यथा हम जारी रखेंगे ओर हम केसे जारी रखेंगे हम f3 को I माइनस f1 f2 में लीस्ट डिग्री का पॉलीनोमियल लेंगे यदि I f1 f2 द्वारा जनरेटेड आइडियल नहीं है तो यह अवश्य ही f1f2 से जनरेटेड आइडियल से बड़ा होना चाहिए इसका अर्थ है I में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो की f1f2 द्वारा जनरेटेड आइडियल में नहीं हैं हो सकता है ऐसे अनंत एलिमेंट्स हों परन्तु मैं उनमे से एक को चुनने वाली हूँ जिसकी लीस्ट डिग्री हो ओर हर जगह मैं नॉन जीरो ले रही हूँ मुझे यह यहाँ लिखना आवश्यक नहीं है क्यूंकि 0 f1 f2 द्वारा जनरेटेड आइडियल में है अतः I माइनस f1 f2 में केवल नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे तो हम इसी प्रकार से चलते हुए एलिमेंट्स f1 f2 f3 इसी प्रकार से आगे भी I में ऐसी एक सीक्वेंस प्राप्त करेंगे और बस आपके लिए इनको चुनने का तरीका रिपीट करने के लिए माना आपने उनमें से 100 चुन लिए हैं f100 चुन लिया है आप f100 कैसे चुनेंगे आप इसको ऐसे चुनेंगे की पहले तो आप f1 f2 f3 इसी प्रकार से f100 तक चुनेंगे जो की I में फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल्स हैं तो यदि यह I के बराबर है तो हम यहीं रुक जाएगे हमारा काम हो गया ओर अब कुछ नहीं करना है किन्तु यदि I f1 f2 f100 द्वारा जनरेटेड आइडियल्स से स्ट्रिक्टली बड़ा है I माइनस f1f100 द्वारा जनरेटेड आइडियल्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स में से हम लीस्ट डिग्री का पॉलीनोमियल लेते हैं इसे f101 कहते हैं और फिर हम जारी रखते हैं ध्यान रहे की यदि यह प्रक्रिया किसी बिंदु पर जाकर रूकती है तो हमारा काम हो गया अर्थात I फाइनाइटली जनरेटेड है तो हमे इस प्रक्रिया के हमेशा चलते रहने की संभावना को ख़त्म करना है और हमने यहाँ पर यह बना लिया है मैं यहाँ बताना चाहूंगी की इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे ध्यान दें की f1 की डिग्री f2 से छोटी है वह फिर f3 से छोटी है वह f4 से छोटी है और इसी प्रकार है अतः डिग्री बढती रहती है ऐसा क्यूँ है क्यूंकि जब आप f1 को चुनते हैं तो आप लीस्ट डिग्री के पॉलीनोमियल को चुन रहे हैं तो दुसरे शब्दों में जब मेने पहले लिखा f I का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो f की डिग्री f1 के बड़ी या बराबर है यह बात f2 के लिए भी सत्य है क्यूंकि f2 को बाद मे चुना गया है अतः f2 की डिग्री f1 के बड़ी या बराबर होगी अब f3 को f2 के बाद चुना जाएगा तो यदि f3 की डिग्री f2 से स्ट्रिक्टली छोटी है तो हमने स्टेप 2 में f2 को नहीं चुना होगा तो डिग्री इसी प्रकार से बढ़ती रहती है यदि यह आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार विडियो को रोक कर इस बारे में सोचें एक मिनट इस पर सोचें हर स्टेज पर हम एक लीस्ट डिग्री का पॉलीनोमियल ले रहे हैं ओर यदि हमने f100 चुन लिया है तो अगले स्टेप में f101 चुना जाना है तो यदि f101 की डिग्री f100 से कम है अब हम f100 को क्यूँ चुनेंगे हम वास्तव में कोई ऐसा चुनते जिसकी डिग्री छोटी होती तो f1 f100 ओर प्रत्येक जिसको जिसे आगे चुना जाएगा उसकी डिग्री f100 से बड़ी होगी जब में बड़ी बोलती हूँ तो इसका अर्थ होता है यह बराबर भी हो सकती है किन्तु यह कभी इससे छोटी नहीं होगी अब हमारे पास यह सम्बन्ध है अभी तक हमने हाय्पोथिसिस का इस्तेमाल नहीं किया है ध्यान रहे की हम साधारणतया यह नहीं लिख सकते की Rx किसी भी रिंग R के लिए नोएथेरियन है हम इस तथ्य का इस्तेमाल करना चाहते हैं की R नोएथेरियन है ओर यह इस तरह से किया जाएगा तो हम क्या करें यदि ai तो अब मैंने f1 f2 f3 ओर अन्य बना लिए हैं तो अब हम इनके साथ काम करने जा रहे हैं माना ai fi का लीडिंग गुणांक है तो हम यह हर i के लिए करते हैं जो की लीडिंग गुणांक हो तो ध्यान रहे मैं बस यह कहूँगी fi का 1c सबसे बड़ी डिग्री वाले पद का गुणांक तो 2x2 3x1 का 1c 2 होगा x33x 8 का 1c 1 होगा अतः लीडिंग गुणांक बस पॉलीनोमियल में x की सबसे बड़ी घात का गुणांक है तो निश्चित ही ai R में है और यहं से हम R की तरफ जाते हैं और हाय्पोथिसिस का इस्तेमाल करते हैं तो अब हमारे पास a1 a2 a3 ओर इसी प्रकार से R के एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास एक अनंत पॉलीनोमियल्स की सीक्वेंस है ओर अब हम पॉलीनोमियल को छोडकर लीडिंग गुनानकों पर आ रहे हैं हम लीडिंग गुणाकों को ले रहे हैं ओर अब हम J को इन सभी लीडिंग गुणाकों द्वारा जनरेटेड आइडियल लेते हैं तो परिभाषा से यह आइडियल है मैं सिर्फ लीडिंग गुणाकों का सेट नहीं ले रही बल्कि उनके द्वारा जनरेटेड आइडियल ले रही हूँ तो यह a1 a2 व अन्य के द्वारा जनरेटेड आइडियल के नोटेशन ध्यान रहे अब मेरा हाय्पोथिसिस यह है की R नोएथेरियन है इसका अर्थ हुआ J फाइनाइटली जनरेटेड है क्यूंकि R नोएथेरियन है सभी आइडियल्स फाइनाइटली जनरेटेड है खास तौर पर J फाइनाइटली जनरेटेड है अब मैं यह दावा करती हूँ की हम जानते हैं की एक परिमित संख्या में जनरेटर्स का सेट है परन्तु मैं मान सकती हूँ की J असल में किसी n के लिए a1 a2 an के बराबर है यह आपके लिए एक्सरसाइज़ है तो हमें असल में J के फाइनाइटली जनरेटेड होने से जो मिलता है वह यह है की जनरेटर्स का एक परिमित सेट है तो अब मैं जल्दी से इसका कारण लिखूंगी तो इसका कारण यह है की माना की J b1 bs के द्वारा जनरेटेड है b1 से bs J में हैं हम जानते हैं की J फाइनाइटली जनरेटेड है इसका अर्थ है की J इसमें विद्यमान कुछ परिमित संख्या में एलिमेंट्स के द्वारा जनरेटेड है अब हम जानते हैं की a1 से an और इसी प्रकार आगे भी मेरा मतलब है की अनंत संख्या में ai J को जनरेट करते हैं तो क्यूंकि a1 a2 ओर इसी प्रकार अन्य J को जनरेट करते हैं तथा b1 J में है सबसे पहले b1 को इस्तेमाल करते हैं हम b1 को कुछ r1a1 प्लस r2a2 प्लस rkak लिख सकते हैं ध्यान रहे की हालाँकि J के इनफिनिट जनरेटर्स हैं क्या इसके किसी एलिमेंट को एक परिमित सम के रूप में लिखा जा सकता है इसी प्रकार से हम हर bi को ai अथवा a1a2 के पदों में लिख सकते हैं बात यह है की हो सकता हे b1 को प्रथम 1000 an की आवश्यकता पड़े b2 को प्रथम 10 लाख ai की आवश्यकता पड़े b3 को प्रथम 1 अरब ai की आवश्यकता पड़े परन्तु इससे फर्क नहीं पड़ता क्यूंकि b1 से bs तक एक परिमित सेट है मैं वह सारे ai लूँगी जो b1 में आए सारे जो b2 में आए सभी ai जो bs में आए और a के सबसे बड़े इंडेक्स पर ध्यान दूँगी और a1 a2 an को उस इंडेक्स तक लूँगी तो बात यह है की J हो सके 10 bi से जनरेटेड हो किन्तु यदि I में ai भी हें तो हो सके मुझे 10 लाख तक जाना पड़े क्यूंकी हो सके b10 को 10 लाख तक की आवश्यकता हो किन्तु n क्या है इससे यहाँ फर्क नहीं पड़ता यदि n बहुत बड़ा है तो मैं जनरेटोर्स का कोई कुशल सेट नहीं चाह रही मैं बस जनरेटोर्स निकालना चाहती हूँ ताकि मैं यह कह सकूँ की उनमें से प्रथम n J को जनरेट करते हें तो यह तर्क बस यह सिद्धह करने के लिए है की यदि यह आपको समझ नहीं आता है तो फिरसे कृप्या विडियो को रोक कर इस बारे में सोचें यदि यह आपको समझ नहीं आता है आप सवाल पुछ सकते हें इसे करने का दूसरा तरीका एस प्रकार है की हम ऐसे तर्क दे सकते हें तो हम इस प्रकार से चैन ले सकते हें की a1 a2 a1 a2 a3 और इसी प्रकार से अन्य भी तो यह असेंडिंग चैन स्थिर हो जाती है क्यूंकी यह नोएथेरियन रिंग R के आइडियल्स की असेंडिंग चैन है तो यह स्थिर हो जाती है इसका अर्थ है किसी बिन्दु के पश्चात यह सब बराबर हें परंतु ये सभी J के बराबर होंगे क्यूंकी यदि यह J के बराबर नहीं होंगे तो हम आगे जारी रखते तो यह J को a1 से an द्वारा जनरेटेड प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका है अब अंत में प्रूफ को खत्म करने के लिए मैं दावा करती हूँ की अब मैं वापस rx में आइडियल I पर जाती हूँ असल में यह प्रूफ को वापस ध्यान करें मैंने Rx में किसी भी आइडियल I से शुरू किया था शुरू में बताई गई प्रक्रिया से मैंने एक अनंत सीक्वेंस बनाइ मैंने इन सभी के लीडिंग गुणांक लिए लीडिंग गुणांकों का आइडियल जो की R में आइडियल J है फाइनाइटली जनरेटेड है तो यह फाइनाइटली जनरेटेड है असल में प्रथम n लीडिंग गुणांकों से प्रूफ को खत्म करने के लिए मैं दावा करती हूँ की I असल में उन n पॉलिनोमीयल्स के द्वारा जनरेटेड है इसका प्रूफ निम्न है ध्यान करें किस प्रकार से हम ये fi बना रहे थे यदि I f1 f2 fn के बराबर नहीं है तो हमने f n1 चुना होता fi को बनाना ध्यान करें यदि इनमें से प्रथम n द्वारा जनरेटेड आइडियल I के बराबर नहीं है तो हमने f n1 को I माइनस fn द्वारा जनरेटेड आइडियल में से लीस्ट डिग्री का पोलिनोमीयल चुना होता तो अब हमारे पास f1 से fn हैं जो की I के बराबर नहीं हैं और फिर हम यह प्रक्रिया जो हमने इस प्रूफ के शुरू में बताइ वह जारी रखते हैं परन्तु अब ध्यान करें an प्लस 1 fn प्लस 1 का 1c है क्यूंकि मैंने ai को हर i के लिए fi का 1c होना बताया है परन्तु यह J में है ध्यान रहे J सभी लीडिंग गुणांकों द्वारा जनरेटेड आइडियल है तो an प्लस 1 J में है किन्तु मैंने R के नोएथेरियन रिंग होने से यह तर्क दिया था की a1 से an J को जनरेट करते हैं तो anप्लस 1 a1 से an द्वारा जनरेटेड आइडियल है तो हम an प्लस 1 को सम्मेशन biai जहाँ i बराबर 1 से n है लिख सकते हैं तो बस समझने के लिए मैं इसे इस तरह से लिखूंगी ओर bi क्या हैं bi R के कोई भी एलिमेंट हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कोनसे वह बस एलिमेट्स हें मैं यह बताना भूल गई मैं अब असल में रिंग के अन्दर गुणांक रिंग के अन्दर बात कर रही हूँ क्यूंकि J इस an प्लस द्वारा जनरेटेड है ओर इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है अब मैं निम्न प्रकार से एक नया पोलिनोमियल g परिभाषित करने जा रही हूँ तो g b1f1 गुणा x घात m1 मैं आपको बताउंगी m1 क्या है b2f2 x घात m2 ओर इसी प्रकार से bnfn x घात mn mi fn प्लस 1 माइनस fi की डिग्री है प्रत्येक i 1 से n के लिए तो याद रहे मैंने पहले भी बताया की fi की डिग्री बढती रहती है f1 की डिग्री f2 की डिग्री से कम या बराबर होगी f3 की डिग्री से कम या बराबर होगी f4 की डिग्री से कम या बराबर होगी ओर इसी प्रकार से आगे भी तो ये सभी नॉन नेगटिव इन्टिजरस हैं तो ध्यान रहे mi सभी i के लिए 0 से बड़ा या बराबर है मानें x घात m1 x घात m2 x घात mn यदि यह नेगेटिव होते तो यह पोलिनोमियल नहीं होता क्यूंकि x घात 1 पोलिनोमियल में नहीं हो सकता परन्तु क्यूंकि mi नॉन नेगटिव हैं में घात वाला गुणांक ले सकती हूँ ओर यह पोलिनोमियल होगा तो f1 गुणा x1 घात m1 f2 गुण x घात m2 fn गुणा xn घात mn g किस तरह का पोलिनोमियल होगा तो पहले g के लिए निम्न पर ध्यान दें पहले हमारे पास है की g f1f2 fn द्वारा जनरेटेड आइडियल में है जो की साफ़ है क्यूंकि g को f1 गुणा कुछ प्लस f2 गुणा कुछ की तरह लिखा जाता है क्यूंकि f1 यहाँ है f2 यहाँ है f1 यहाँ है तो यह f1 गुणा कुछ प्लस f2 गुणा कुछ प्लस fn गुणा कुछ है तो यह f1 से fn द्वारा जनरेटेड आइडियल में है और हम यह भी जानते हैं की g का लीडिंग गुणांक इन पदों की डिग्री के बराबर है तो f1 का लीडिंग गुणांक जो भी है तो मैं g में आने वाले हर पद की तरफ अलग से ध्यान दूंगी अलग से इस पद की तरफ ध्यान दें तो ध्यान रहे की मेरा x1 को x घाट m1 से गुणा करने का कारण क्या है ताकि x घात m1 गुणा f1 की डिग्री fn प्लस 1 की डिग्री के बराबर हो f1 की डिग्री अवश्य ही fn प्लस 1 की डिग्री से छोटी है किन्तु मैं इस प्रकार बचा हुआ x लगा रही हूँ तो x घात m1 से गुणा करने से अब इस पद की डिग्री fn प्लस 1 की डिग्री के बराबर होगी इस पद की डिग्री fn प्लस 1 की डिग्री के बराबर होगी तो g के लिए b1 का लीडिंग गुणांक क्या होगा तो मैं इसे सम्मेशन bifi x घात mi का 1c लिख सकती हूँ तो आपके पास पोलिनोमियल्स का सम है इन सभी पोलिनोमियल्स के लीडिंग गुणांकों की डिग्री समान है क्यूंकी यह डिग्री fn प्लस 1 है अतः सम का लीडिंग गुणांक लीडिंग गुणांकों के सम के बराबर है g का लीडिंग गुणांक पहले का लीडिंग गुणांक प्लस दूसरे का लीडिंग गुणांक प्लस तीसरे का लीडिंग गुणांक है परंतु अब आगे बढ़ते हुए इसका लीडिंग गुणांक क्या होगा यह लीडिंग गुणांकों bi का सम्मेशन होगा bi असल में अचर पद है bi R का एलिमंट है तो यह सम्मेशन है यह सम्मेशन 1 से n जाता है सम्मेशन 1 से n bi गुणा fi का लीडिंग गुणांक गुणा x घात mi परंतु fi का लीडिंग गुणांक गुणा x घात mi मैं यहाँ बस उदाहरण दे रही हूँ fi हो सके सम 5 x घात 5 और इस प्रकार से हो तो माना 5 नहीं c5 x घात 5 और c4 x घात 4 और इसी प्रकार से तो लीडिंग पद का गुणांक c5 है और मैं इसे x mi fi से गुणा करती हूँ और मुझे c5 x5 प्लस mi c4x4 प्लस और इसी प्रकार से मिलते हें तो जब मैं x घात mi से गुणा करती हूँ तो लीडिंग गुणांक fi से नहीं बदलता है क्यूंकी x घात mi का लीडिंग गुणांक 1 है सामान्य तौर पर जब आप 2 पोलिनोमियल्स को गुणा करते हें तो उनके लीडिंग गुणांक भी गुणा हो जाते हें यहाँ fi mi के लीडिंग गुणांक केवल fi के लीडिंग गुणांक गुणा x घात mi के लीडिंग गुणांक होंगे किन्तु x घात mi के लीडिंग गुणांक भी 1 हें तो मैं इसे छोड़ सकती हूँ तो bi गुणा fi का लीडिंग गुणांक किन्तु fi का लीडिंग गुणांक क्या है परिभाषा से fi का लीडिंग गुणांक ai है तो मेरे पास सम्मेशन bi ai है परंतु याद रहे सम्मेशन bi ai क्या होता है यह असल में an प्लस 1 होता है तो यह पहले ही an प्लस 1 है तो पूरी गणना से यह सिद्ध होता है की g का लीडिंग गुणांक an प्लस 1 है तो आपके पास 2 पोलिनोमियल्स हें किन्तु उनके लीडिंग गुणांक तो पहले तो ये सभी बराबर डिग्री के हें fn प्लस 1 की डिग्री f की डिग्री और इनमें से तो जब हम घटाते हें fn प्लस 1 माइनस g की डिग्री fn प्लस 1 की डिग्री से अवश्य कम होती है क्यूंकी आपके पास उदाहरण के लिए 2 पोलिनोमियल्स होते हें तो चलिये एक उदाहरण देखते हें तो आपके पास जो fn प्लस 1 है यह 3 x घात 7 माइनस ऐसे ही आगे भी हो सकता है या 4x घात 6 इससे फर्क नहीं पड़ता यह क्या है हमें बस g पता है तो यह बस एक उदाहरण है g की भी समान डिग्री और समान लीडिंग गुणांक हें किन्तु बाकी के पद अवश्य ही अलग हो सकते हें अब जो मैं करने जा रही हूँ वह है fn प्लस 1 माइनस g तो जब मैं यह करती हूँ तो यह हो जाता है तो मेरे पास क्या है 11x घात 6 और इसी प्रकार से तो इसकी डिग्री कम हो जाती है मेरे कहने का अर्थ है जब मैं एक पोलिनोमियल में से दूसरा पोलिनोमियल घटाती हूँ तो इन दोनों कॉलम की डिग्री समान होगी और समान लीडिंग गुणांक भी होंगे पहला पद कट जाएगा और आपको पास जो बचेगा उसकी डिग्री छोटी होगी परंतु यह मुझे बताता है की इसकी डिग्री fn प्लस 1 की डिग्री से अवश्य कम होगी तो इसका अर्थ है ध्यान करें हम fn प्लस 1 कैसे चुनते थे हम fn प्लस 1 को I माइनस fn द्वारा जनरेटेड आइडियल में लीस्ट डिग्री का पोलिनोमियल लेते थे हम इसे लीस्ट डिग्री का पोलिनोमियल चुनते थे और fn प्लस 1 माइनस g की डिग्री fn प्लस 1 की डिग्री से कम होती थी तो इससे मुझे पता चलता है की fn प्लस 1 माइनस g f1 से fn के अंदर है इसका अर्थ है an I माइनस f1 से fn में क्यूंकी यदि यह f1 से fn द्वारा जनरेटेड आइडियल में नहीं है तो यह इसके कोम्प्लेमेंट में है इसका अर्थ है यह इसमे है परंतु क्यूंकी इसकी डिग्री fn प्लस 1 से छोटी है हमने केसे fn प्लस 1 चुना उसका विरोधाभास है क्यूंकी उसको इस कोम्प्लेमेंट में लीस्ट डिग्री पोलिनोमियल होना था तो यह इसमें नहीं हो सकता परंतु यह g इसमें है g को जिस प्रकार मैंने परिभाषित किया यह अवश्य इसमें है मैंने यहाँ यह बताया g को पहले ही f1 से fn के लिनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया है तो g इसमें है अब हम fn प्लस 1 को fn प्लस 1 माइनस g प्लस g लिख सकते हें यह f1 से fn में है g इस अंतर के कारण परिभाषा से ही इसमे है तो यह f1 से fn में है परंतु यह एक विरोधाभास है परंतु यह एक विरोधाभास है क्यूंकी यह एक विरोधाभास है क्यूंकी यदि fn प्लस 1 इसमें है तो हम इसे नहीं चुनेंगे fn प्लस 1 परिभाषा से कॉम्प्लिमेंट में लीस्ट डिग्री एलिमंट होने के लिए चुना जाता है यह f1 से fन में नहीं है तो यहाँ एक विरोधाभास है अतः प्रूफ यहाँ समाप्त होता है तो हमने साबित किया है की Rx नोएथेरियन है तो यह हिलबेर्ट बेसिस थ्योरम है प्रूफ मुश्किल नहीं है परन्तु यदि आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो यह भ्रामक हो सकता है तो इस विडियो को जितनी बार देख सकते हैं देखें ताकि आपको यह तर्क अच्छी तरह समझ आ जाए R को नोएथेरियन करना बहुत अच्छा तर्क है एक वरियेबल में पोलिनोमियल रिंग भी नोएथेरियन है तो कोरोलरीज यदि R नोएथेरियन है तो इसका अर्थ है की n वरियेबल में पोलिनोमियल रिंग भी नोएथेरियन है हिलबेर्ट बेसिस थ्योरम असल में 1 वरियेबल सनाग्न करने के बारे में है किन्तु परिमित संख्या में वरियेबल्स के लिए भी यह आसानी से मिल जाती है क्यूंकि यदि आपको याद हो जब हमने पहली बार पोलिनोमियल रिंग की बात की थी यदि में यह एक वरियेबल में पोलिनोमियल रिंग R के लिए करलूं तो यह n के लिए भी होगा इसे एक तरह से Xn में पोलिनोमियल रिंग की तरह सोचा जा सकता है जिसके गुणांक यहाँ से आते हों यहाँ वरियेबल्स X1 से Xn R में गुणांक हैं परन्तु यह रिंग पर 1 वरियेबल में पोलिनोमियल रिंग है तो यह देखना काफी होगा की R इसके संलग्न के साथ नोएथेरियन है क्यूंकि हिलबेर्ट बेसिस थ्योरम से यदि यह नोएथेरियन है एक और वरियेबल इसमें संलग्न करने के बाद भी यह नोएथेरियन है और इंडक्शन के इस्तेमाल से हमें यह मिलता है तो यह आपको समझ आ गया होगा तो मैं जो कहना चाह रही हूँ वह यह है की जब हम R से बड़ी पोलिनोमियल रिंग्स की तरफ जाते हैं तो हिलबेर्ट बेसिस थ्योरम से R के नोएथेरियन होने का अर्थ होता है Rx1 भी नोएथेरियन होगी तो Rx1 से संलग्न होकर x2 भी नोएथेरियन है तो यह रिंग है इससे यह संलग्न होने पर भी यह नोएथेरियन रिंग है और एक वरियेबल लेने पर भी यह नोएथेरियन है तो यह और कुछ नहीं यह एक ही रिंग के लिए अलग नोटेशन है तो 2 रियेबल्स में पोलिनोमियल रिंग नोएथेरियन है और इसी प्रकार से आप आगे भी करते रहे जब तक आप केवल परिमित संख्या में वरियेबल जोड़ेंगे आपको नोएथेरियन रिंग मिलेगी याद रहे यदि आपने अनंत वरियेबल जोड़ दिए तो हमें पता है की यह नोएथेरियन नहीं होगी और अब मैं आखिर में इस कोरोलरी के साथ विडियो ख़त्म करुँगी की यदि R नोएथेरियन है तथा I R पोलिनोमियल रिंग में n वरियेबल का आइडियल है तो इसका अर्थ होगा इसका अर्थ है की पोलिनोमियल रिंग Rx1 की क्वॉशेंट रिंग xn मोड्युलो I नोएथेरियन है ऐसा इसलिए है की R नोएथेरियन है तो पिछली कोरोलरी से पोलिनोमियल रिंग भी नोएथेरियन होगी और पिछले विडियो में हमने पढ़ा था की नोएथेरियन रिंग मोड्युलो एक आइडियल भी नोएथेरियन होता है तो यह एक ख़ास स्टेटमेंट है तो ज्यादातर समय हम पोलिनोमियल रिंग्स और अन्य पर क्वॉशेंट रिंग्स पर काम करेंग यह हमारे लिए बहुत ही ख़ास रिंग्स का समूह है यह सभी हिलबेर्ट बेसिस थ्योरम से नोएथेरियन हैं अतः इस विडियो में हमने एक ख़ास थ्योरम को सिद्ध किया यह बहुत ही ख़ास थ्योरम में से एक है पुरे विडियो में हमने एक ख़ास थ्योरम हिलबेर्ट बेसिस थ्योरम देखी और अगले विडियो से हम रिंग्स के दो ख़ास समूहों को पढेंगे जिन्हें की प्रिंसिपल आइडियल डोमेन तथा यूनिक फक्टोराइज़ेशन डोमेन्स कहते हैं धन्यवाद